इसलिए Pthreads उन लाइबरेरिओं में से एक है जो कई ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है जो हमें थ्रेड लेवल प्रोग्राम लिखने में मदद करता है तो वो इस थ्रेड अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं और आप देखते हैं कि यह एक मानक कहा जाता है और इसलिए विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों के अलग अलग कार्यान्वयन हो सकते हैं तो एक बार एक पश्चिम डिजाइनर के रूप में संबंधित होगा कि इसे कैसे लागू किया जाए लेकिन थ्रेड स्तर लाइबरेरिओं के उपयोगकर्ता के रूप में इसलिए हमें यह जानना होगा कि विशिष्ट कॉल विशिष्ट सेवाएं क्या हैं जो कि थ्रेड स्तर लाइब्रेरी द्वारा प्रदान की जाती हैं उन्हें उपयोग करने के लिए अब तो स्वाभाविक रूप से Pthread लाइब्रेरी पर पूर्ण चर्चा में जाना संभव नहीं है इसलिए हम इसके आवश्यक भागों को देखने की कोशिश करेंगे और यह महसूस करने की कोशिश करेंगे कि ये थ्रेड स्तर के कार्यक्रम कैसे विकसित किए गए हैं और वे कैसे हैं वे कुछ काम करने के लिए कैसे उपयोगी हैं तो यह एक POSIX मानक है तो IEEE 10031 सी और वह थ्रेड निर्माण और तुल्यकालन के लिए एपीआई है तो यह थ्रेड्स बनाएगा और उनके बीच तुल्यकालन करेगा और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यह एक विनिर्देश है जो कार्यान्वयन नहीं है तो कार्यान्वयन भिन्न हो सकते हैं लेकिन विनिर्देश वैसे ही बने रहेंगे यह एपीआई इस थ्रेड लाइब्रेरी कार्यान्वयन के व्यवहार को निर्दिष्ट करता है जो कि लाइब्रेरी के विकास तक है तो यह विनिर्देश बताएगा कि तीन इंटरफ़ेस लाइब्रेरी में इंटरफ़ेस लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए लाइब्रेरी में कॉल क्या होंगे यह कॉल करने के लिए क्या पैरामीटर हैं और आम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सोलिरिस लिनक्स मैक ओएस एक्स तो सभी इस Pthread का समर्थन करते हैं इसलिए यही कारण है कि यह हमारे पास बहुत लोकप्रिय चीज़ों में से एक है तो आगे हम एक मल्टीथ्रेडेड सी प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जो एक अलग थ्रेड में गैर नकारात्मक पूर्णांक के योग की गणना करता है तो यह मुख्य थ्रेड मुख्य प्रक्रिया या मुख्य थ्रेड्स से होगा तो एक और थ्रेड बनाएंगे जो गैर नकारात्मक पूर्णांक की राशि का जोड़ करेगा इसलिए Pthreads में थ्रेड्स को अलग अलग करने के लिए एक विशिष्ट कार्य में निष्पादन शुरू किया जाता है इसलिए यदि आप फोर्क सिस्टम कॉल के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो जो हमारे पास लिनक्स में प्रक्रियाओं के मामले में है इसलिए यहां हमें फोर्क के मामले में होने के लिए ये थ्रेड्स मिल गए हैं क्या हो रहा है कि नई प्रक्रिया बन गई है तो इसे यह कोड डेटा और स्टैक सेगमेंट मिल गया है और हमने कहा कि यदि यह कोड सेगमेंट है तो फोर्क के समय पर है इसलिए इस लाइन पर मैंने फोर्क के लिए कॉल दिया है फिर फोर्क से लौटने पर पैरेंट और चाइल्ड दोनों वे इस स्थल से निष्पादित करना शुरू कर देंगे इसलिए इस पैरेंट और चाइल्ड के नियंत्रण के प्रवाह के आधार पर वे अलग अलग रास्तों पर चल सकते हैं लेकिन वे दोनों केवल इस स्थल से शुरू करेंगे इसलिए यह वहाँ है तो दोनों इस स्थल से शुरू करेंगे और इस तरह से जारी रखेंगे अब थ्रेड के मामले में ऐसा नहीं होता है इसलिए जब भी आप एक नया थ्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यह बताना होगा कि यह किस कार्य को अंजाम देगा तो वहाँ शायद यह पूरे कोड को निष्पादित नहीं करेगा इसलिए हम थ्रेड द्वारा निष्पादित होने के लिए एक विशेष फ़ंक्शन बताएंगे इसलिए हम इस विशेष उदाहरण में देखेंगे कि जो थ्रेड बनाया जाएगा वह एक फ़ंक्शन कहलाएगा जिसे रनर कहा जाएगा जो एक फ़ंक्शन है जिसके भीतर एक फ़ंक्शन है जो कि कोड में है और यह थ्रेड केवल इस रनर फ़ंक्शन को निष्पादित करेगा तो एक बार जब रनर फंक्शन खत्म हो जाएगा तो थ्रेड भी मर जाएगा तो वह चीज है तो यह है कि इसी तरह से इस कार्यक्रम के भीतर हमारे पास अलग अलग प्रक्रियाएं या अलग अलग कार्य हो सकते हैं और प्रत्येक थ्रेड को एक ऐसे फ़ंक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है शुरू करने के लिए और एक बार उस फ़ंक्शन के खत्म होने के बाद थ्रेड भी मर जाता है इसलिए उदाहरण के लिए वापस जा रहे हैं कि हमारे पास पहले एक एप्लीकेशन की तरह था हमारे पास डेटा को लाने के लिए नेटवर्क के लिए यह नेटवर्किंग हो सकती है फिर हमें यह मिल गया है हमारे पास अपडेट डिस्प्ले है हमें यह वर्तनी परीक्षक मिल गया है और उनमें से प्रत्येक के विभिन्न फ़ंक्शन हो सकते हैं इसलिए हम अलग अलग थ्रेड बना सकते हैं जिनसे बात हो रही होगी जो उन फ़ंक्शन को लागू कर रहे होंगे और एक बार जब वे कार्य फ़ंक्शन हो जाएंगे तो थ्रेड भी खत्म हो जाएगा इसलिए प्रोग्राम में मुख्य फ़ंक्शन में नियंत्रण का एक थ्रेड प्रारंभ होता है और कुछ इनिशियलाइज़ेशन के बाद मुख्य फ़ंक्शन एक और थ्रेड बनाएगा जो कॉल करना शुरू कर देगा जो रनर फ़ंक्शन में नियंत्रण शुरू करता है इसलिए उस कोड को देखेंगे जो हमें इसे समझने के लिए अधिक आरामदायक बना देगा तो यहाँ आप इस प्रोग्राम में देखते हैं तो यह पहली बात है कि किसी भी Pthread प्रोग्राम में तो यह इस लाइन includepthreadh को होना चाहिए तो यह एक हेडर फ़ाइल है जिसे इस pthread प्रकार से जुड़ी परिभाषाएँ मिली हैं और सभी उदाहरण के लिए इस pthread t तो यह tid एक वैरिएबल है तो यह थ्रेड आइडेंटिफायर है तो pthread t id प्रकार का है और pthread का एट्रिब्यूट t है तो वह एट्रिब्यूट एक थ्रेड के होंगे अब हमें यह राशि एक चर के रूप में मिल गई है और यहाँ फ़ंक्शन परिभाषा का एक फ़ंक्शन विवरण होगा जो एक रनर प्रकार है और यह एक पैरामीटर पारित किया जाएगा जो वोइड प्रकार का है अब इस मुख्य प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं इसलिए यदि argc 2 के बराबर नहीं है तो हम कुछ त्रुटि दे रहे हैं क्योंकि वह मान लेता है कि प्रोग्राम को कुछ पूर्णांक मान के साथ बुलाया जाएगा तो यह मान आना चाहिए और फिर यह इसे कॉल करेगा यह फ़ंक्शन होगा यह प्रोग्राम कुछ पूर्णांक मान के साथ बुलाया जाना चाहिए तब पूर्णांक मान सकारात्मक होना चाहिए दूसरा जाँच करें कि यह argv 0 से कम है इसलिए यह जाँच कर रहा है कि दिया गया मान 0 से कम है या नहीं यदि यह 0 से कम है तो यह एक त्रुटि है इसलिए हम यह मान रहे हैं कि इस प्रोग्राम को इसके लिए कुछ सकारात्मक मूल्य देकर बुलाया जाएगा तो या तो 0 या इसके कुछ सकारात्मक मूल्य दिए जाएँ दिए गए मूल्य नकारात्मक नहीं हो सकते तो यह वह प्रारूप है जिस पर इस प्रोग्राम को आह्वान करना चाहिए और फिर कुछ पूर्णांक मान देना चाहिए तो इस pthread के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट एट्रिब्यूट मिल रहा है इस प्रकार यह इस एट्रिब्यूट संरचना में प्राप्त किया गया है तो यह सब हो जाता है कि यह सभी डिफ़ॉल्ट एट्रिब्यूट इसमें और फिर इसमें अब यह एक थ्रेड बनाने जा रहा है तो यह pthread tid एट्रिब्यूट रनर और argv 1 बना रहा है तो क्या हो रहा है कि यह इस फ़ंक्शन रनर को इस विशेष मापदंडों के साथ बुला रहा है तो थ्रेड बनेगा और इस pthread का फॉर्मेट यह होगा तो उन्हें मुझे बताना होगा कि हमें यह थ्रेड आईडी देना है इसलिए थ्रेड बनाया जाएगा जैसे कि यह थ्रेड तब होता है जब यह preadread create निष्पादित होता है सिस्टम इसे थ्रेड आईडी देगा और थ्रेड आईडी वैल्यू इस tid पर वापस आ जाएगी फिर आप जो भी एट्रिब्यूट सेट करना चाहते हैं उसे इस एट्रिब्यूट संरचना में पास करना होगा और चूंकि हम डिफ़ॉल्ट रूप से जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें संशोधन नहीं करना चाहते हैं तो यह मूल रूप से चकमा देना है इसलिए हम पहले से ही इस एट्रिब्यूट चर में डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं और वह चर स्वयं पारित हो जाता है तो यह थ्रेड डिफ़ॉल्ट एट्रिब्यूट के साथ बनाया गया है फिर रनर में यह फ़ंक्शन है जिसे इस थ्रेड द्वारा निष्पादित किया जाएगा तो उस फ़ंक्शन का नाम दिया गया है और फिर यह argv 1 है तो जो भी मान था जैसे कि 10 20 30 किसी भी सकारात्मक पूर्णांक 0 से बड़ा या बराबर तो वह मान दिया गया था तो यह वह पैरामीटर है जो इस फ़ंक्शन को दिया गया है अब अगर हम गौर करें तो क्या होगा कि यह थ्रेड बनाया जाएगा और यह थ्रेड इस फ़ंक्शन रनर को इस विशेष तर्क के साथ निष्पादित करेगा और इस फंक्शन रनर में हम क्या कर रहे हैं तो यह पाठ आने वाला है तो एक स्ट्रिंग चर है इसलिए यह पहली बार फंक्शन एटॉय को कॉल करके कुछ पूर्णांक में बदल जाता है तो यह वेरिएबल अपर में है मुझे इसका पूर्णांक मान मिल रहा है और फिर मैं इस नंबर 1 को अपर में सम वेरिएबल में जोड़ रहा हूं और यदि आप सम चर को देखते हैं तो यह सम एक वैश्विक चर था इसलिए यह इस मुख्य प्रोग्राम के लिए दिखाई दे रहा था जो निष्पादित हो रहा है तो यह मुख्य थ्रेड है जिस पर निष्पादन शुरू हुआ और इस मुख्य थ्रेड ने फ़ंक्शन रनर को चलाने के लिए एक और थ्रेड बनाया लेकिन दोनों थ्रेड सम देख सकते हैं इसलिए यदि इसके विपरीत पैरेंट चाइल्ड की प्रक्रिया है तो इसलिए अगर एक चाइल्ड की प्रक्रिया एक थ्रेड बनाने के बजाय बनाई गई थी और उस चाइल्ड की प्रक्रिया को कंप्यूटिंग का काम सौंपा गया था तो कुछ इस चाइल्ड की प्रक्रिया क्या करेगी तो इस चाइल्ड की प्रक्रिया जो सम में गणना करती है वह पैरेंट की प्रक्रिया को दिखाई नहीं देगा लेकिन यह डेटा सेगमेंट सभी थ्रेड के बीच आम है तो दोनों एक ही सम चर देखते हैं इसलिए परिणामस्वरूप जो सम यहां संशोधित की गई है वह पैरेंट थ्रेड के लिए भी उपलब्ध है जिसने इसे बनाया था तो हमें यह बात मिल गई है तो यह थ्रेड प्रोग्रामिंग का लाभ है इसलिए आपको सम साझा मेमोरी लोकेशन पर रखने की आवश्यकता नहीं है ताकि वे दोनों इसे एक्सेस कर सकें तो वे डेटा सेगमेंट का हिस्सा हो सकते हैं अब इस थ्रेड को बनाने के बाद पैरेंट थ्रेड चाइल्ड के थ्रेड के खत्म होने का इंतजार कर रहा है तो यह थ्रेड के बाहर निकलने का इंतजार करेगा इसलिए pthread को मिलाएं और यह थ्रेड वह थ्रेड था जो इसके अंत में रनर को निष्पादित कर रहा था तो यह pthread निकास निष्पादित करता है तो यह इस पैरेंट थ्रेड को एक संदेश भेजकर बताएगा कि यह इस प्रतीक्षा में था और यह इस जुड़ाव का कहां इंतजार कर रहा है तो यह प्रतीक्षा खत्म हो गई है और फिर यह मुख्य थ्रेड यह सम मानों को मुद्रित कर सकता है तो यह सम जो यहां छपी है वह मान यहां गणना की जाएगी क्योंकि चर उन दोनों थ्रेड द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जो वे एक ही डेटा सेगमेंट का हिस्सा है इसलिए यह हमें एक बहुत ही सरल विचार देता है कि मैं कितने थ्रेड बना सकता हूं इसलिए मूल रूप से महत्वपूर्ण कॉल जो हमने सीखी है उसमें यह pthread एट्रीब्यूट है जो कि एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज़ करता है फिर हमें थ्रेड create थ्रेड बनाने के लिए मिला है फिर हमें थ्रेड्स के खत्म होने का इंतज़ार करने के लिए pthread join मिला है और हमें pthread exit मिल गया है जिससे आप एक थ्रेड से बाहर निकल सकते हैं अब अधिक विवरण के लिए आप इस pthread लाइब्रेरी मैनुअल और सब से परामर्श कर सकते हैं इसलिए यह एक और उदाहरण है जहां हमें 10 थ्रेड को शामिल करने के लिए एक prthread कोड मिला है जो हमने बनाया हो सकता है हमने 10 थ्रेड की एक ऐरे बनाई है और वे इस में डाल दिए जाते हैं थ्रेड की संख्या का नाम वर्कर है तो यह pthread वर्कर i dot NULL को जोड़ता है इसलिए सभी प्रक्रिया यदि थ्रेड पैरेंट थ्रेड है कि हमारे पास मुख्य थ्रेडहै तो यह इस सभी वर्कर थ्रेड में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा है इसलिए यह जोड़ प्रोग्राम जो हमारे पास पहले है तो इसमें एक मल्टीकोर सिस्टम में एक सिंगल थ्रेड बनता है तो हमारे पास कई थ्रेड हो सकते हैं जैसे प्रत्येक कोर एक थ्रेड निष्पादित कर रहा हो सकता है और कुछ समय हमें एक सिंक्रनाइज़ेशन करने की आवश्यकता हो सकती है तो हो सकता है कि हमें कई थ्रेड मिले हों जो अलग अलग कोड पर समानांतर चल रहे हों तो यह C1 C2 C3 C4 वगैरह है फिर हमें एक ऐसे स्थल की आवश्यकता है जिस पर यह सभी थ्रेड खत्म हो गए हैं तो यह सिंक्रोनाइज़ेशन यदि आप करना चाहते हैं तो मुख्य थ्रेड को इस तरह के एक वाक्य को निष्पादित करना चाहिए तो pthread एक लूप पर जुड़ता है तो यह सभी थ्रेड्स के लिए है जिसका यह इंतजार करेगा और एक बार जब सभी थ्रेड्स संयुक्त हो जाएंगे तो केवल मुख्य थ्रेड्स आगे बढ़ेगा तो आप उस मैट्रिक्स उदाहरण के लिए इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं कि शायद ट्रांसपोज़ कर रहा है यह ट्रांसपोज़ कर रहा है तो यह कर रहा है व्युत्क्रम यह निर्धारक वगैरह का पता लगा रहा है तो अब क्या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि C4 प्रत्येक तत्व को कुछ मान v द्वारा बढ़ा रहा है तो यह बढ़ रहा है अब ऐसा हो सकता है ऐसा हो कि मुझे मैट्रिक्स का निरंतर प्रवाह मिला है एक बार एक मैट्रिक्स ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद फिर से ऑपरेशन को दूसरे मैट्रिक्स पर जाना चाहिए इसलिए एक बार जब मुझे यह जानना होगा कि एक मुख्य थ्रेड् है जो इन सभी थ्रेड्स को बनाते हैं और उन्हें काम देते हैं और एक बार थ्रेड्स को वर्तमान डेटा सेट के साथ किए जाने के बाद अगले मैट्रिक्स को पढ़ा जाएगा और फिर से उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि अब आपको जारी रखना चाहिए इसलिए किसी तरह हमें थ्रेड्स बना कर जोड़ने की जरूरत है और थ्रेड्स के खत्म होने के इंतजार करें तो यह किया जाना है तो हम इस विशेष दृष्टिकोण थ्रेड्स को साथ जोड़कर का उपयोग कर सकते हैं अब थ्रेडिंग मुद्दों जैसे कि हमें फोर्क और एक्सेक् सिस्टम कॉल के अर्थ विज्ञान में देखना है जैसे कि यदि थ्रेड फोर्क कॉल या एक्सेक् कॉल का निष्पादन करेगा तब क्या होगा क्योंकि थ्रेड प्रक्रिया का एक हिस्सा है तो एक प्रक्रिया के भीतर कई थ्रेड हैं अब अगर सब थ्रेड में से एक थ्रेड फोर्क करेगा तो बचे हुए थ्रेड्स का क्या होता है या एक थ्रेड एक्सेक् सिस्टम कॉल करता है ताकि प्रोसेस का कंटेंट ओवरलैड हो जाए फिर बाकी थ्रेड्स का क्या होता है फिर मुद्दे हैं सिग्नल हैंडलिंग इसलिए यदि कुछ संकेत एक ऐसी स्थिति है जहां कुछ असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई है और जो सूचित है उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम निष्पादित कर रहा है और कुछ समय में उसे x बराबर y बटा z जैसा स्टेटमेंट मिला है अब यदि z 0 के बराबर हो जाता है तो यह 0 से विभाजन त्रुटि है तो यह एक असाधारण स्थिति है तो सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम उस प्रक्रिया को एक संकेत भेजता है कि इस प्रक्रिया को 0 से विभाजन त्रुटि मिला है इसलिए इस प्रक्रिया को इस संकेतों को सावधानीपूर्वक संभालने की उम्मीद है यदि नहीं तो प्रक्रिया को केवल समाप्त कर दिया जाता है और यह बात होती है तो एक थ्रेड को संकेत मिलने पर क्या होगा तो क्या यह सभी थ्रेड्स को दिखाई देता है या यह केवल उस थ्रेड को दिखाई देता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है फिर आप थ्रेड को कैसे रद्द करते हैं या यदि आप एक विशेष थ्रेड को रद्द करना चाहते हैं तो दूसरों को क्या होता है फिर स्थानीय स्टोरेज और अनुसूचक सक्रियण इसलिए ये विभिन्न मुद्दे हैं जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है जब हम इन थ्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे क्रमिक चर्चा में इसलिए इन मुद्दों पर गौर किया जाएगा पहली बात यह है कि फोर्क और एक्सेक् सिस्टम कॉल तो फोर्क केवल कॉलिंग थ्रेड या सभी थ्रेड्स को डुप्लिकेट करता है इसलिए यह पहला मुद्दा है जो हमारे पास है तो अब कई थ्रेड मिल गए हैं इसलिए हमें कई थ्रेड मिल गए हैं अब यह थ्रेड एक फोर्क कॉल करता है अब क्या होगा नई प्रक्रिया जो इस तरह से बनाई गई है क्या यह केवल इस थ्रेड की नकल से युक्त होगी या इसमें इन सभी थ्रेड की प्रतिलिपि भी होंगी तो कोई सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता है तो यह ओएस डिजाइनर पर निर्भर करता है तो कुछ अद्वितीय प्रणाली तो उन्हें फोर्क के दो संस्करण मिले हैं तो एक फोर्क कॉल है और एक और कॉल है जिसे vfork कहा जाता है तो यह फोर्क प्रक्रिया की एक प्रतिलिपि बनाता है तो सभी थ्रेड्स को डुप्लिकेट किया जाएगा जबकि यह vfork यह वास्तव में केवल थ्रेड डुप्लिकेट है तो आपको इसी तरह से एक्सेक् मिला है तो यह आम तौर पर सभी थ्रेड्स सहित रनिंग प्रक्रिया को सामान्य रूप से बदलने का काम करता है क्योंकि यहां यदि आप एक थ्रेड को प्रतिस्थापित करते हैं जो संभव नहीं है क्योंकि थ्रेड कोड डेटा सब कुछ समान है तो एक विशेष थ्रेड कोड और डेटा को उपरिशायी करना संभव नहीं है इसलिए परिणामस्वरूप एक्सेक् सामान्य रूप से होता है इसलिए यदि कोई थ्रेड एक्सेक् निष्पादित करता है तो सभी प्रक्रियाओं वे सभी थ्रेड्स होंगे जो पूरे प्रसंस्करण ओवरलैड के रूप में ओवरलेड होंगे तो यह वहाँ है अब हां यह फोर्क और एक्सेक् के बारे में है और सिग्नल हैंडलिंग से संबंधित है इसलिए मैं बता रहा था कि विशेष रूप से होने वाली प्रक्रिया को सूचित करने के लिए UNIX प्रणाली में सिग्नल का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है इसलिए निष्पादित करते समय कुछ त्रुटिपूर्ण स्थिति होने पर न केवल गलत तरीके से कुछ प्रदान कर सकता है शायद कुछ अन्य जानकारी जो प्रक्रिया चाहती है कि उसे अधिसूचित किया जाना चाहिए तो ध्यान दें कि वह घटना घटित हो गई है फिर इस प्रक्रिया को अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है तो यह थ्रेड के संदर्भ में इस प्रक्रिया के संदर्भ में कैसे होता है सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए एक सिग्नल हैंडलर का उपयोग किया जाता है एक सिग्नल विशेष घटना से उत्पन्न होता है सिग्नल एक प्रक्रिया को दिया जाता है और सिग्नल को दो सिग्नल हैंडलर में से एक द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर है और उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित सिग्नल हैंडलर हो सकता है इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास सिग्नल के संबंध में हैं तो आप एक सी प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं तो एक UNIX सिस्टम पर तो आप कह सकते हैं कि आप सिग्नल की तरह बता सकते हैं इसलिए अलग अलग सिग्नल हैं हमें प्रत्येक सिग्नल के लिए एक नंबर मिला है तो अगर यह 5 है आप कुछ रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं अगर फ़ंक्शन 1 इस विशेष प्रक्रिया के लिए लिखित एक विशिष्ट रूटीन है तो यह फ़ंक्शन 1 है जहां यह विशेष रूटीन लिखी गई है अब क्या होता है जब यह सिग्नल आता है सिग्नल नंबर 5 आता है जो हो सकता है जो वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनुअल में परिभाषित किया गया हो यह विशेष सिग्नल क्या है जब सिग्नल आता है तो उस प्रक्रिया और प्रक्रिया को सूचित किया जाएगा और इस फ़ंक्शन 1 को निष्पादित करना शुरू कर देगा शायद यह कुछ विशेष हैंडलिंग रूटीन है इसलिए इस पर निष्पादित किया जाएगा यह वहां हो सकता है तो सिग्नल हैंडलर जो सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह इस तरह से सिग्नल हैंडलर है तो यह मूल रूप से उपयोगकर्ता परिभाषित सिग्नल हैंडलर है जो मैंने कहा है फिर कोई डिफ़ॉल्ट हैंडलर हो सकता है तो डिफ़ॉल्ट हैंडलर कुछ भी नहीं है लेकिन उस प्रक्रिया को समाप्त करें जो डिफ़ॉल्ट कार्रवाई है इसलिए जब कोई सिग्नल आता है तो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है सिग्नल इस डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर में से एक द्वारा नियंत्रित किया जाता है अब सामान्य सिग्नल में प्रक्रिया को वितरित किया जाता है अब इस सिग्नल को थ्रेड प्रकार के वातावरण में कैसे नियंत्रित किया जाता है इसलिए हर सिग्नल को डिफॉल्ट हैंडलर मिला है जो कि कर्नेल तब चलता है जब सिंगल और यूजर डिफॉल्ट सिंगल हैंडेड डिफॉल्ट को ओवरराइड कर सकता है और सिंगल थ्रेडेड सिग्नल के लिए प्रोसेस को डिलीवर कर दिया जाता है तो यह सामान्य स्थिति है जो हमारे पास है इसलिए सिग्नल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसका उपयोग कई असामान्य स्थिति को पकड़ने के लिए किया जा सकता है तो यह एक थ्रेडेड प्रक्रियाओं के लिए ठीक है बहु थ्रेडेड प्रक्रिया के लिए आप क्या करते हैं तो क्या हमें उस थ्रेड को सिग्नल देना चाहिए जिस पर सिग्नल लागू होता है इसलिए मुझे क्षमा करें तो यह थ्रेड के रूप में लिखा गया है इसलिए यह थ्रेड होना चाहिए तो यह उस थ्रेड को सिग्नल डिलीवर करता है जिस पर सिग्नल लागू होता है तो यह एक संभावना है एक और संभावना इस प्रक्रिया में हर थ्रेड को सिग्नल पहुंचाती है जो संभव है या प्रक्रिया के कुछ थ्रेड्स के लिए भी या हम किसी विशेष थ्रेड के लिए सभी सिग्नल प्राप्त करने के लिए विशिष्ट थ्रेड कर सकते हैं जो कि एक विशेष थ्रेड होगा प्रक्रिया के सभी संकेत प्राप्त करना तो ये अलग अलग विकल्प हैं जो हमारे पास हो सकते हैं और जो किया जाएगा तो यह निश्चित रूप से पश्चिम डिजाइनर तक है तो आपको यह देखने के लिए संबंधित मैनुअल से परामर्श करना होगा कि यह कैसे संभाला जाता है इसके बाद थ्रेड कैंसिलेशन का मुद्दा आता है तो आप एक थ्रेड को कैसे समाप्त करते हैं तो यदि आप समाप्त करते हैं तो क्या होता है कैंसिलेशन मतलब मूल रूप से एक थ्रेड को रद्द करना उसके समाप्त होने से पहले एक थ्रेड को रद्द किया जा सकता है जिसे हम रद्द करना चाहते हैं उसे टारगेट थ्रेड के रूप में संदर्भित किया जाता है और दो तरीकों का उपयोग करके एक थ्रेड को रद्द किया जा सकता है एक एसिंक्रोनस रद्दीकरण है और दूसरा आस्थगित रद्दीकरण है तो एसिंक्रोनस रद्दीकरण का अर्थ है कि यह आप जैसे ही थ्रेड को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं उसे तुरंत समाप्त कर दिया जाता है अब यह बात कैसे घटित होती है यह निश्चित रूप से एक और मुद्दा है जो पश्चिम के डिजाइनर को लागू करना है लेकिन जैसे ही समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा दूसरी ओर यह आस्थगित रद्दीकरण है तो यह समय समय पर लक्ष्य थ्रेड की जांच करने की अनुमति देगा कि क्या इसे रद्द किया जाना चाहिए तो यहाँ थ्रेड है और अधिक अच्छी तरह से व्यवहार थ्रेड कहना चाहिए तो समय समय पर उस थ्रेड के अंतराल एक फ्लैग की जांच करेंगे यह देखने के लिए कि क्या इसे समाप्त करने के लिए कहा गया है तो हो सकता है कि कुछ थ्रेड पहले शुरू किए गए थे लेकिन यह पाया गया है कि उस थ्रेड की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है कुछ और स्थिति उत्पन्न हुई है और इसलिए यह नहीं है इसलिए आदर्श रूप से मुझे एक फ्लैग स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए और यह पिछला थ्रेड जो ऑपरेशन करने वाला था का कहना है कि यह समय समय पर उस फ्लैग की जांच करेगा और यदि फ्लैग सेट है तो यह ऑपरेशन नहीं करेगा बल्कि समाप्त या रद्द होगा इसलिए यह आस्थगित रद्दीकरण है तो यह समय समय पर लक्षित थ्रेड की जांच करने की अनुमति देगा यदि यह इसे रद्द करने के लिए बाध्य है अब कठिनाई आती है क्योंकि थ्रेड से जुड़े संसाधन होंगे तो जो संसाधन थ्रेड के साथ होते हैं उन संसाधनों का क्या होता है जब थ्रेड रद्द हो जाता है और जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया स्तर पर किया जाता है इसलिए यदि एक प्रक्रिया में सैकड़ों थ्रेड हैं तो उनमें से एक थ्रेड रद्द या समाप्त हो रहा है अब इन थ्रेड से बने संसाधनों का क्या होता है इसलिए यदि आप इस संसाधनों को जारी करते हैं और अन्य थ्रेड भी पीड़ित होते हैं तो संसाधनों को रद्द करने के लिए थ्रेड को आवंटित किया गया है तो एक थ्रेड रद्द कर दिया गया जबकि डेटा अपडेट करने के बीच में यह अन्य थ्रेड्स के साथ साझा हो रहा है तो यह वह कठिनाई है जो आ सकती है तो इसे कैसे संभालना है इस समाप्ति को कैसे संभालना है इसे अधिक सावधानी से करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर सिस्टम संसाधनों को पुनः प्राप्त करेगा इसलिए मैं थ्रेड रद्द करता हूं लेकिन सभी संसाधनों को पुनः प्राप्त नहीं करूंगा इसलिए यदि पता चलता है कि कुछ संसाधन हैं जो केवल इस विशेष थ्रेड द्वारा आयोजित किए जाते हैं तो उन्हें पुनः प्राप्त किया जाएगा लेकिन सभी संसाधन नहीं तो संसाधन जो अन्य थ्रेड द्वारा आयोजित किए जाते हैं एसिंक्रोनस रूप से रद्द करना जरूरी नहीं कि सभी सिस्टम संसाधन मुक्त हो जो दूसरों द्वारा आवश्यक हो तो यह है कि यह उस का निहितार्थ है इसलिए यदि आप किसी थ्रेड को रद्द कर रहे हैं तो इसका मतलब समकालिक रूप से नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी संसाधनों को मुफ्त में प्राप्त करेगा निश्चित रूप से रद्द किए जाने से यह लाभ मिला है कि यह समस्या से ग्रस्त नहीं है क्योंकि एक बार यह संकेत दिया जाता है कि किसी थ्रेड को रद्द किया जाना है और थ्रेड केवल तब रद्द होगा जब थ्रेड फ्लैग की जाँच करेगा और निर्धारित करेगा कि उसे रद्द किया जाना चाहिए या नहीं तो वह थ्रेड यह जांच सकता है कि कब सुरक्षित तरीके से इसे कैसे रद्द किया जाए इसलिए यह पता लगा सकता है कि वे कौन से संसाधन हैं जो जारी कर सकते हैं जो कि अन्य थ्रेड्स में बाधा नहीं डालेंगे और तदनुसार यह किये जा सकते हैं तो इस आस्थगित रद्दीकरण का यह थ्रेड रद्द करना यदि सुरक्षित है तो मुझे यह कहना चाहिए कि यह संसाधन प्रबंधन से संबंधित है तो यह है कि यह थ्रेड रद्द कैसे होता है तो Pthread रद्दीकरण फ़ंक्शन pthread कैंसिल का उपयोग करके शुरू किया जाता है और आइडेंटीफाइर को टारगेट Pthread में फ़ंक्शन के पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है तो यह एक रूटीन है इसलिए pthread बनाता है इसलिए t id एक थ्रेड आईडी थी जो थ्रेड रद्द करने के लिए थी जिसे मुझे pthread कैंसल tid कहना चाहिए तो इस तरह से इस pthread को सूचित किया जाएगा कि रद्द करना है अब जहां तक रद्द करने का सवाल है तो यह केवल लक्ष्य थ्रेड को रद्द करने का अनुरोध है तो यह मूल रूप से एक आस्थगित रद्दीकरण प्रकार का दृष्टिकोण है जो कि pthread में है वास्तविक रद्दीकरण निर्भर करता है कि अनुरोध को संभालने के लिए लक्ष्य थ्रेड कैसे सेटअप है तो ये अलग मोड हैं तो मोड शायद बंद हो इसका मतलब है कि यह रद्द नहीं किया जा सकता है इसलिए थ्रेड को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता है जो कि अवस्था अक्षम है मोड आस्थगित प्रकार का हो सकता है इस तरह यह अवस्था सक्षम है और आस्थगित प्रकार का है इसलिए यह थ्रेड समय समय पर जाँच करेगा कि क्या रद्द करने का अनुरोध आया है और फिर तदनुसार यह इसे रद्द कर देगा या यह एसिंक्रोनस हो सकता है तो अगर अवस्था सक्रिय है इसलिए यदि थ्रेड का मोड एसिंक्रोनस रद्दीकरण है तो इसे तुरंत रद्द कर दिया जाएगा तो इस तरह से हम पी थ्रेड स्पेसिफिकेशन बना सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के मोड के साथ थ्रेड बना सकते हैं आपके पास जो मोड है उसके आधार पर इसलिए यह रद्दकरण विभिन्न प्रकार की स्थितियों से गुजरेगा तो यह फिर से वही बात है जो केवल एक विनिर्देशन द्वारा ही है तो यह बात एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे लागू की जाती है जो एक मुद्दा है और यह निर्णय ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर पर निर्भर है